अभिनंदन और मॉड्यूल 1 के इकाई 17 में स्वागत है हम लेखन कोर्स आउटकम्स के साथ जारी रखेंगे पहले वाली इकाई में हमने कोर्स आउटकम्स के कथनों को लिखने के बारे में समझा और उनकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया पहली बात 6 से 8 कोर्स आउटकम्स होने चाहिए जो पूरी तरह से पाठ्यक्रम को संबोधित करें आप पाठ्यक्रम को केवल आंशिक रूप से संबोधित नहीं कर सकते उनके द्वारा पाठ्यक्रम को पूरी तरह से संबोधित किया जाना चाहिए यथोचित वितरित किया जाना चाहिए गुणवत्ता और प्रासंगिकता को निम्नलिखित डू एंड डोंट्स do's and don'ts के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जो सूची प्रदान की गई है उसके साथ आउटकम की जांच करें जांच सूची हमारे पास आगे की गतिविधियां हैं और हम इस इकाई में वही करेंगे CO से जुड़े कक्षा सत्रों की संख्या को पहचानें और कोर्स आउटकम्स को POs PSOs कॉग्निटिव स्तर और ज्ञान श्रेणियों से संबोधित करें 5 6 या अधिक इकाइयों के संदर्भ में कई विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के अपने सिलेबस का वर्णन करते हैं सभी इकाइयाँ समान संख्या में कक्षा सत्रों से जुड़ी होती हैं लेकिन जब आप इसे कोर्स आउटकम्स के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो सभी COs को कक्षा सत्रों के संदर्भ में समान दायरे की आवश्यकता नहीं है यदि आप एक CO को एक इकाई के साथ जोड़ रहे हैं तो आपके पास सभी इकाइयों के लिए समान कक्षा सत्र हैं इकाई संरचना का पालन करने के लिए विशेष रूप से स्वायत्त संस्थानों को आवश्यकता नहीं है की और विषय और शिक्षक द्वारा तय की गई CO की संख्या हो सकती है विभिन्न CO को अलग अलग संख्या में कक्ष सत्रों की आवश्यकता हो सकती है हम कह सकते हैं कि कक्षा के सत्रों की संख्या मोटे तौर पर उस CO के दायरे का प्रतिनिधित्व करती है अगर मैं लगभग एक घंटे के भीतर CO को समझा रहा हूं तो गुंजाइश सीमित है अगर मैं एक CO को समझाने के लिए 8 से 10 कक्षा सत्रों की तरह कुछ ले रहा हूं यह आधे घंटे के सत्र के समान नहीं है इसका मतलब है उस विशेष CO का दायरा बहुत बड़ा है इसलिए उस गुंजाइश को मोटे तौर पर कक्षा के सत्रों की संख्या को जोड़कर इंगित किया जाता है जो उस विशेष CO को संबोधित करने के लिए लेते है और अब हम चाहते हैं कि प्रत्येक CO को कुछ विशेषताओं के साथ टैग किया जाए पहली बात यह है कि CO स्टेटमेंट को कॉग्निटिव स्तरों में से एक कार्रवाई क्रिया के साथ शुरू करना चाहिए और कभी कभी 2 कॉग्निटिव स्तरों से 2 कार्रवाई क्रियाओं के साथ शुरू करना चाहिए याद रखें कि यह कभी कभी पाठ्यक्रम के मामले में नहीं है कार्रवाई क्रिया आपको कॉग्निटिव स्तर के साथ CO को टैग करने में सक्षम बनाती है इन योगों का उपयोग करें R से रिमेंबर U से अंडरस्टैंड Ap से अप्लाई An से एनालाइज E से इवैल्यूएट और C से क्रिएट उदाहरण के लिए यदि आप CO को एनालाइज समूह से ली गई क्रिया के साथ लिखते हैं तो आप उस CO को An से टैग कर सकते हैं चूँकि कुछ कॉग्निटिव स्तरों के बीच कोई तीखी सीमांकन रेखाएँ नहीं होती हैं इसलिए 2 अलग अलग कॉग्निटिव स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 1 ही कार्रवाई क्रिया की संभावना होती है और आपको बस अनुमान का उपयोग करना होता है उदाहरण के लिए पहचान एक क्रिया है यह अंडरस्टैंड में आ सकता है यह एनालाइज के अंतर्गत भी आ सकता है तो आपको ऐसे मामले में अपने अनुमान का उपयोग करना चाहिए एक CO स्टेटमेंट में ज्ञान की एक या अधिक श्रेणियां शामिल हो सकती हैं इसलिए आप सभी ज्ञान तत्वों की गणना करते हैं और यह बदले में वैकल्पिक रूप से उन कंडीशन का पालन करेगा जिनके तहत यह कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रदर्शन की स्वीकृति के क्राइटेरिया भी उदाहरण के लिए यदि आप एक प्रयोगशाला अभ्यास के लिए एक आउटकम लिख रहे हैं तो आप किस सटीकता के साथ कुछ मापना चाहेंगे यह सटीकता क्राइटेरिया के रूप में आएगी इसलिए जहां भी प्रयोगशाला के काम से संबंधित कोई आउटकम होता है किसी को उन कंडीशन के साथ साथ स्वीकृति के क्राइटेरिया का भी प्रयास करना चाहिए कभी कभी CO स्टेटमेंट सभी संबंधित ज्ञान श्रेणियों को स्पष्ट रूप से इंगित नहीं कर सकता है जिस तरह से आप लिखते हैं वह आपके द्वारा रुचि रखने वाले सभी ज्ञान श्रेणियों को लागू नहीं कर सकता है और उनमें से कुछ को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है और प्रशिक्षक को इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट के प्रस्तावित डिजाइन के आधार पर इन श्रेणियों को तय करने की आवश्यकता होती है तो ज्ञान की कितनी श्रेणियां जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं उन्हें शिक्षक और उस विशेष CO से संबंधित कार्यक्षेत्र और गतिविधियों के बारे में उनकी समझ पर छोड़ दिया जाता है PSO प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हैं आपके पास भूविज्ञान में BSc है वास्तव में छात्र को क्या सीखने की उम्मीद है 2 से 4 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के कथनों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं आपके पाठ्यक्रम को भी PSO में से एक को संबोधित करना चाहिए यदि यह PSO में से किसी को संबोधित नहीं करता है तो PSO का इस विशेष पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है या तो पाठ्यक्रम को गलत तरीके से रखा गया है या PSO को उचित रूप से नहीं लिखा गया है तो वापस जाना होगा और PSO को फिर से लिखना होगा खासकर अगर कोर कोर्स के CO उन PSO को संबोधित नहीं कर रहे हैं यदि PSO अच्छी तरह से लिखे गए हैं तो विचाराधीन पाठ्यक्रम द्वारा संबोधित PSO के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए आम तौर पर अगर वे अच्छी तरह से या अन्यथा लिखे जाते हैं जब तक कि आप इसे कुछ जटिल तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं जो कि अभी भी उचित है एक कोर्स के सभी CO को समान PSO को संबोधित करने की संभावना है कभी कभी आप कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह कई PSO को संबोधित कर सकता है तो आप कह सकते हैं कि कोर्स के CO एक विशेष PSO को संबोधित करेंगे आपका पूरा कार्यक्रम कुछ PO के संदर्भ में वर्णित है जहाँ हमारी प्रस्तुति के लिए हमने 6 PO को चुना और ये PO प्रोग्राम गैर विशिष्ट हैं अर्थात वे सभी के लिए लागू हैं हमने इस विशेष मॉड्यूल के लिए पहचान की है 6 PO विश्वविद्यालय उनकी आवश्यकताओं के अनुसार फिर से लिख सकते हैं ये PO शिक्षा शाखा के गैर विशिष्ट हैं अंग्रेजी साहित्य में BA और भूविज्ञान में BSc पाठ्यक्रम के एक विश्वविद्यालय या एक संस्थान में एक जैसे PO होंगे शिक्षकों को इन PO के साथ खुद को परिचित करना चाहिए और पूरी तरह से आंतरिक करना चाहिए क्योंकि POs द्वारा बताई गई इन विशेषताओं को कार्यक्रम के सभी छात्रों को प्राप्त करना होगा इसमें कोई अपवाद नहीं है कि उसका चयन किया गया है जब मैं अपना CO लिखता हूं तो मैं किस PO को संबोधित कर रहा हूं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे उस पर टिप्पणी करने में सक्षम होना चाहिए अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि मेरा पाठ्यक्रम सभी 6 PO को संबोधित करता है या आप कोई ऐसा पद नहीं ले सकते हैं जिसमें मेरा पाठ्यक्रम वहां के किसी भी PO को संबोधित नहीं करता है तो उस स्थिति में इस पाठ्यक्रम का PO और PSO की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है एक और मुद्दा है उदाहरण के लिए स्थिरता पर्यावरण और संचार इन तीनों लेते हैं 3 ये तीनों 3 अलग अलग PO से जुड़े हैं मेरे पास आधिकारिक तौर पर एक कोर्स हो सकता है उदाहरण के लिए UGC की आवश्यकता है कि हर कार्यक्रम में पर्यावरण पर एक पाठ्यक्रम होना चाहिए और कभी कभी स्थिरता भी होनी चाहिए और संचार पर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम भी है जैसा कि हो सकता है कि मैं कहता हूं कि पाठ्यक्रम द्वारा आवश्यक है कि ये मुद्दे पहले ही PO द्वारा संबोधित किए गए हैं और मेरे पाठ्यक्रम का उन PO से कोई लेना देना नहीं है या मैं कह सकता हूं कि संचार मेरे विशेष विषय के लिए महत्वपूर्ण है भले ही यह अन्य पाठ्यक्रम द्वारा संबोधित किया गया हो मैं इस संचार के कुछ तत्वों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा हूं तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम को कौन सा PO संबोधित करने जा रहा है आप उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं और न ही आप उस पर बहुत अधिक POs लगाने के लिए महत्वाकांक्षी होने चाहिए लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं उस विशेष PO को संबोधित कर रहा हूं उस विशेष PO की प्राप्ति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले रुब्रिक्स में परिलक्षित होना चाहिए उदाहरण के लिए हम संचार लेते हैं कोई भी अंक छात्र के संचार कौशल को नहीं दिया जाता है फिर वह PO केवल कागज के टुकड़े पर दिया जाता है लेकिन वास्तव में मापा नहीं जाता है PO के साथ एक CO को टैग करने के लिए यह आवश्यक है कि एसेसमेंट में पहचान किए गए PO से संबंधित आइटम शामिल हों तो यह थोड़ी कठिन प्रक्रिया होने वाली है लेकिन एक कोर्स करने के बाद आपको अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है तो आम तौर पर जब आप CO को PO और PSO के समुचित संबोधन के साथ लिख रहे होते हैं तो यह आम तौर पर एक समय का मामला होता है इसलिए इसके बारे में सावधान रहना चाहिए इस हद तक हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप उन PO और PSO के बारे में सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय बिताते हैं जिन्हें आप संबोधित कर रहे हैं जबकि एक कोर्स के एक CO संभावित रूप से बड़ी संख्या में PO को संबोधित कर सकता है लेकिन आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समय और संसाधन नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपके लिए उपलब्ध समय आपके सेमेस्टर में जितने भी काम के सप्ताह हैं उतना ही समय आपके पास रहता है एक और मुद्दा है यहां तक कि अगर मैं CO के साथ एक विशेष PO को संबद्ध करता हूं तो उस से संबंधित एसेसमेंट कभी कभी आसानी से डिजाइन नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि अगर आप इसे डिजाइन करने में सक्षम हैं तो इसका उपयोग केंद्रीय रूप से आयोजित और मूल्यांकन परीक्षाओं में नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत में 90 प्रतिशत से अधिक कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं तो यह ज्यादातर समय में केंद्र द्वारा आयोजित परीक्षा है और ऐसे में आप कुछ PO से संबंधित एसेसमेंट नहीं कर सकते हैं यह याद रखना चाहिए एक विभाग कुछ PO को संबोधित करने के लिए पाठ्यक्रम के बाहर कुछ गतिविधियों की व्यवस्था भी कर सकता है लेकिन ऐसा किया जाना आसान नहीं है इन गतिविधियों के दायरे और वितरण को विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता है जैसा कि आप परिणाम आधारित शिक्षा की जरूरत को देखते हुए कई चीजों की योजना बनाई गई है और विभाग स्तर पर उनकी निगरानी की जानी चाहिए एक कोर्स विशेष रूप से एक शिक्षक का नहीं होता है विशेष रूप से एक कोर कोर्स कोर कोर्स वास्तव में पूरे विभाग की जिम्मेदारी है यह याद रखना चाहिए अन्यथा आप जिन PO को संबोधित नहीं करने या करने की योजना बना रहे हैं उन्हें व्यक्तिगत विचार या उपयुक्तता के बजाय केंद्रीय रूप से तय किया जाना चाहिए एक कोर्स का उदाहरण यह वास्तव में कुछ संकाय सदस्यों द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो विकासात्मक जीवविज्ञान पर पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं जिससे आप सहमत हो सकते हैं या इससे असहमत हो सकते हैं लेकिन यह एक अलग मुद्दा है आप सभी को अपने कोर्स आउटकम्स को डिजाइन करने और उन्हें उचित रूप से टैग करने की आवश्यकता है यह एक 3 0 0 क्रेडिट पाठ्यक्रम है और आपके पास कितने व्याख्यान कक्षा सत्र हो सकते हैं जो आपके पास शिक्षण सप्ताह की संख्या पर निर्भर करता है शिक्षण सप्ताह हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह 14 15 या 16 भी हो सकता है लेकिन यह कभी भी 16 से अधिक नहीं होना चाहिए हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों को कार्य दिवसों के रूप में स्वचालित रूप से 18 सप्ताह या 90 दिन लगते हैं लेकिन आपके पास सभी कार्य दिवस केवल कक्षा निर्देश के लिए नहीं हो सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभिक चीजों आदि के लिए कुछ छोड़ना होगा तो अधिकतम 16 है और सामान्य यह लगभग 14 से 15 है इसलिए हम आदर्श के रूप में 15 सप्ताह लेते हैं इसका मतलब है एक 3 क्रेडिट कोर्स के लिए आप प्रति सप्ताह 3 लेक्चर 3 कक्षा सत्र ले रहे हैं तो कक्षा सत्र की कुल संख्या 45 होनी चाहिए यदि आप इसे 16 सप्ताह करना चाहते हैं तो यह 48 है कृपया याद रखें कि प्रत्येक CO का दायरा समायोजित किया जाना चाहिए ताकि आप कक्षा सत्रों की कुल संख्या से अधिक न हों यहां जैसा कि हमने कहा कि हमने 45 लिया है और कक्षा सत्रों की संख्या भी सभी CO के लिए एक समान नहीं है पहले पृष्ठ में यह स्वयं हमने देखा है कि शिक्षक के दृष्टिकोण में CO58 कक्षा सत्र लेता है और CO4 केवल 4 सत्र लेता है वे एक CO से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं फिर पहले एक को लें मानव प्रजनन प्रणाली की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को समझें अब यह 'समझें' शब्द स्वयं को बहुत स्पष्ट रूप से समझता है कि यह कॉग्निटिव स्तर से संबंधित है CL और हमने Uको उस टैग के लिए एक लेबल के रूप में रखा और फिर ज्ञान श्रेणियों यह मुख्य रूप से कांसेप्चुअल है मानव प्रजनन प्रणाली की कार्यात्मक विशेषताएं यदि आप चाहें तो आप पहले वाली श्रेणी को भी जोड़ सकते हैं जिसमें फेक्चुअल ज्ञान है तो कह सकते हैं कि इस ज्ञान श्रेणी में कांसेप्चुअल और फेक्चुअल शामिल हो सकती है इसके बाद POs और PSOs आते हैं इसलिए इस पाठ्यक्रम के डिजाइनर इसे PO1 के पते के रूप में मानते हैं PO1 प्रमुख रूप से गहन सोच से संबंधित है इस CO के माध्यम से सोच आयाम को संबोधित किया गया है विकास जीवविज्ञान PSO3 PSO3 एक PSO का हिस्सा है तो PSO3 चिह्नित है CO2 पर आएं मात्रा के वितरण और जर्दी की स्थिति के आधार पर x के प्रकार को समझें इसमें PO1 और PO5 भी शामिल हैं तो एक और PO शामिल है और यहां आपको कॉग्निटिव स्तर "समझ" है और ज्ञान श्रेणी कांसेप्चुअल और कक्षा सत्र 6 हैं इसके तदनुसार किसी को इस तरह से टैग करना होगा आपने अपने कोर्स के कोर्स आउटकम को पहले की इकाई के एक भाग के रूप में लिखा है यह लिखने के बाद कि आप उन कोर्स आउटकम को टैग करके एक और पुनरावृत्ति कर सकते हैं अब पूरे 9 कोर्स आउटकम्स हैं 9 थोड़ा अधिक है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वास्तव में कहने के लिए कोई नियम नहीं है इस प्रकार यहां इस शिक्षक ने 9 का निर्णय लिया उसके लिए और साथ ही छात्रों के लिए स्पष्ट है कि आउटकम्स क्या हैं जैसा कि हम निर्देश के कुल घंटों को अंत में देख सकते हैं 45 तक जोड़ सकते हैं इसलिए धारणा यह है कि हमारे पास एक सेमेस्टर में 15 शिक्षण सप्ताह प्रभावी ढंग से हैं इसलिए PSO3 सभी के लिए सामान्य है और फिर अक्षीय PO एक कोर्स आउटकम से दूसरे में भिन्न होते हैं तो इस तरह एक सारणीबद्ध रूप में आपको अपने कोर्स आउटकम्स को लिखना होगा एक्सरसाइज़ कोर्स आउटकम्स को टैग करें जो आपने पूर्व इकाई में POs PSOs कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणियों और कक्षा घंटों की संख्या के साथ विकसित किए थे यदि कोई प्रयोगशाला है जिसके साथ आप सिद्धांत पाठ्यक्रम के साथ प्रयोगशाला को एकीकृत कर रहे हैं तो कक्षा सत्रों के बगल में आप एक और कतार प्रयोगशाला घंटे जोड़ सकते हैं या कुछ पाठ्यक्रम में फ़ील्ड गतिविधि हो सकती है फ़ील्ड घंटे जिन्हें आप जोड़ सकते हैं और आप संख्या जोड़ सकते हैं अलग से घंटे के तो यह वह प्रारूप है जिसमें आप अपने CO को लिख सकते हैं और यदि आप इस ईमेल पते पर प्रशिक्षक के साथ अपना आउटपुट साझा करते हैं तो हम सराहना करेंगे और अगली इकाई में हम कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति और CO के आस पास गुणवत्ता वाले लूप को बंद करने की गणना करने का प्रयास करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद